हम अगले माइक्रोप्रोसेसर में देखेंगे जो 8085 का अडवांस्ड वर्शन है जिसे 8086 माइक्रोप्रोसेसरके रूप में जाना जाता है 8085 की तरह यह मूल माइक्रोप्रोसेसर में से एक है किसी भी माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर माइक्रोकंट्रोलर आर्किटेक्चर को समझने के लिए 8085 से शुरू करना बेहतर है लेकिन आज कलके अधिकांश सिस्टम जो हम देखते है वे कुछ अडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसरों पर आधारित है वे अडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसर काफी जटिल है इसलिए हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि 8085 से अगले उच्च स्तर के माइक्रोप्रोसेसर की ओर यह विकास कैसे हुआ है आर्किटेक्चर लगभग उसी तरह बना हुआ है केवल फीचर्स ही मॉडिफाइड किए गए है इस अर्थ में कि मेमोरी स्ट्रक्चर फिर आमतौर पर रजिस्टर जो हमारे पास है उनका आर्गेनाईजेशन वे चीजें नहीं बदली है केवल एक चीज जो बदली है वह हो सकता है की अतिरिक्त फ़ंक्शंस को CPU में जोड़ा गया हो जैसे कि कुछ सुरक्षा सुविधाएँ कुछ फ़ेसिंग तंत्र या मेमोरी मैनेजमेंट तो उन्हें जोड़ा गया है परिणामस्वरूप संरचना अधिक जटिल हो गई है लेकिन अनिवार्य रूप से एक्सेस पैटर्न या इस डिजाइन का हिस्सा यह केवल इस 8086 प्रोसेसर पर आधारित है तो यही कारण है कि हम इस 8086 प्रोसेसर में देख रहे है तो हम क्या करेंगे क्योंकि हम पहले ही 8085 सीख चुके है इसलिए हम सिर्फ 8085 का उल्लेख करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन सी नई सुविधा है तो 8086 से शुरू करें यह वर्ष 1978 में INTEL द्वारा जारी किया गया पहला 16 बिट प्रोसेसर है जो बहुत पुराना है तो यह पहला 16 बिट प्रोसेसर है इसलिए लोगों ने सोचा कि यह 8 बिट प्रोसेसर जो बहुत छोटा है क्षमताएं कम हो सकती है के बजाय हम 16 बिट के लिए क्यों नहीं जाते है ताकि हमारा मूल ऑपरेशन 16 बिट डेटा पर हो तो हमारा ऑपरेशन तेजी से होगा और यह अधिक शक्तिशाली है इसके अलावा आप अधिक संख्या में इंस्ट्रक्शंस को समायोजित कर सकते है इसलिए यदि आपके पास 16 बिट वर्ड साइज है तो आप अधिक संख्या में इंस्ट्रक्शंस को समायोजित कर सकते है जैसे 8 बिट वर्ड साइज के लिए हमारे पास केवल 28 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस संभव हो सकते है लेकिन 16 बिट के साथ आपके पास 216 हो सकते है इसलिए यदि आपका आउटपुट साइज 16 बिट है तो आपके पास 216 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस संभव हो सकते है तो यह मूल रूप से HMOS तकनीक पर डिज़ाइन किया गया था और अब HMOS III तकनीक का उपयोग किया जाता है तो यह लगभग 29000 ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है यह 40 पिन डुअल इन लाइन पैकेज है और 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज का उपयोग करता है इसमें इंटरनल क्लॉक नहीं है और इसमें एक्सटर्नल असीमेट्रिक क्लॉक सोर्स 33 प्रतिशत ड्यूटी साईकल के साथ है इसलिए हमें बाहरी दुनिया से क्लॉक देनी होगी इसलिए कुल अवधि का एक तिहाई यह हाई स्टेट में होना चाहिए और शेष समय यह लो स्टेट में होना चाहिए फिर एड्रेस 20 बिट एड्रेस होना चाहिए तो 8086 की तुलना में 8085 में 16 बिट एड्रेस है 8086 को 20 बिट एड्रेस मिला है और स्वाभाविक रूप से यह 220 तक पहुंच सकता है 1 मेगाबाइट की मेमोरी है जबकि 8085 में 16 बिट एड्रेस बस है तो यह 216 या 64 k एड्रेस स्पेस तक पहुंच सकता है लेकिन 8086 यह 220 या 1 मेगाबाइट एड्रेस स्पेस तक पहुंच सकता है और फिर एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस को 512 kb के 2 बैंक्स में आयोजित किया जाता है तो वह लोअर बैंक या इवन बैंक और हायर या ऑड बैंक है तो एड्रेस लाइन A0 का उपयोग बैंक का चयन करने के लिए भी किया जाता है और ऑड बैंक तक पहुंचने के लिए कंट्रोल सिग्नल BHE बार का उपयोग किया जाता है हम इस कंट्रोल लाइन्स को बाद में देखेंगे IO मैप्ड किए गए उपकरणों के लिए एक अलग 16 बिट एड्रेस है और स्वाभाविक रूप से यह 216 64 किलो बाइट्स एड्रेसेस उत्पन्न कर सकता है 8085 के मामले में आपको याद है कि इस इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में केवल 8 बिट एड्रेस बस थी तो उस 8 बिट एड्रेस को वहां निर्दिष्ट किया जा सकता है इसलिए हम केवल 28 या 256 डिवाइस कनेक्ट कर सकते है लेकिन यहां IO के लिए एड्रेस बस भी 16 बिट है तो आपके पास प्रोसेसर से जुड़े 216 अलग अलग IO डिवाइस हो सकते है इस तरह IO उपकरणों के लिए कुल 64 k एड्रेसेस समर्पित किए गए है लिहाजा उन्हें इससे जोड़ा जा सकता है यह 2 मोड मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में संचालित होता है तो एक मिन मैक्स बार पिन है यह पिन उस के संचालन का निर्णय करेगा तो मिनिमम मोड का मतलब है कि अधिकांश समय प्रोसेसर काम करेगा और वहां इंस्ट्रक्शन सेट यह प्रतिबंधित है आम तौर पर यूजर प्रोग्राम मिनिमम मोड को एक्सेक्यूट करेंगे और कभी कभी जब आपको प्रोसेसर के हर हिस्से के लिए अप्रतिबंधित एक्सेस के साथ सिस्टम मोड की आवश्यकता होती है तो आप इस मैक्सिमम मोड का उपयोग कर सकते है तो यह मिन मैक्स मोड है तो पिन्स और सिग्नल्स हम अलग अलग पिन्स को देखते है जो हमारे पास 8086 में है इस 8086 को यह AD0 से AD14 पिन्स मिले है ये 15 बिट एड्रेस है और फिर हमें यह AD15 पिन मिला है तो वह भी वहा है तो 16 17 18 19 तो यह 20 बिट एड्रेस बस है और आप देखते है कि एड्रेस बस भी डेटा बस के साथ मल्टीप्लेसड है तो हमें 16 बिट डेटा बस AD0 से AD15 मिली है लेकिन साथ ही हमें कुछ और लाइन्स मिली है यद्यपि नाम AD18 16 17 जैसे दिए गए है लेकिन वे केवल एड्रेस बस पिन्स है और उन्हें कुछ और स्टेटस पिन्स S3 S4 S5 S6 के साथ मल्टीप्लेसड किया जाता है तो इन 4 स्टेटस लाइन्स को इस एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेसड किया जाता है इसीलिए एड्रेस बिट्स में से कोई भी फ्री नहीं है तो वे एक 20 बिट एड्रेस और 16 बिट डेटा बस के रूप में आ रहे है अन्य महत्वपूर्ण पिन जो हमें मिला है वह एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट और फिर यह इंटरप्ट लाइन interrupt line है इसलिए हम उन्हें एक के बाद एक समझाएंगे AD0 से AD15 बायडायरेक्शनल है तो यह एड्रेस और डेटा बस है यह लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है इनको डेटा के साथ मल्टीप्लेसड किया जाता है जब AD लाइन्स का उपयोग मेमोरी एड्रेस को प्रसारित करने के लिए किया जाता है तो AD की जगह सिंबल A का उपयोग किया जाता है तो हम इसे A0 से A15 कहते है और जब इनका उपयोग डेटा को संचारित करने के लिए किया जाता है तो आप लाइन D0 से D7 D8 से D15 या D 0 से D 15 का उपयोग करेंगे IO डिवाइस के लिए डेटा बस लाइन्स एक अलग एड्रेस A0 से A15 पर मेमोरी एक्सेस के लिए होंगी तो हमें 20 बिट एड्रेस मिला है इनमें से 16 बिट्स A0 से A15 है और फिर यह A16 A17 A18 और A19 हायर ऑर्डर एड्रेस बस लाइन्स है और वे स्टेटस सिग्नल्स S3S4S5S6 के साथ मल्टीप्लेसड है फिर कुछ इंटरेस्टिंग लाइन्स है यह BHE बस लो एक्टिव है यह एक्टिव लो सिग्नल है तो बस हाई इनेबल या स्टेटस तो इसका उपयोग डेटा बस के सबसे महत्वपूर्ण आधे हिस्से पर डेटा को इनेबल करने के लिए किया जाता है जो कि D8 से D15 है इसलिए यदि आप D8 से D15 पर मूल्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है तो यह BHE लाइन लो रहनी चाहिए और डेटा बस के ऊपरी आधे हिस्से से जुड़ा 8 बिट डिवाइस इस BHE सिग्नल का उपयोग करता है इसे स्टेटस लाइन S7 के साथ मल्टीप्लेसड किया जाता है तो यह BHE सिग्नल लोअर ऑर्डर बाइट एक्सेस के लिए है जैसे कि मैंने कहा कि डेटा बस 16 बिट है यह दो 8 बिट लोकेशन्स से आ सकती है जैसे अगर मुझे 2 मेमोरी बैंक मिल गए है तो मेमोरी बैंक एक सिग्नल द्वारा सक्रिय हो सकता है लोअर मेमोरी बैंक कुछ सिग्नल द्वारा सक्रिय हो सकता है हायर मेमोरी बैंक इस BHE सिग्नल द्वारा सक्रिय होता है तो डेटा बस के उच्च भाग को सक्रिय करने के लिए BHE सिग्नल लो होना चाहिए फिर इस मिनिमम मैक्सिमम मिन मैक्स बार पिन को देखें तो यह पिन इंगित करेगा कि प्रोसेसर कितना अधिक काम करेगा फिर एक रीड सिग्नल है जो एक्टिव लो है तो यह रीड ऑप्शन आउटपुट सिग्नल के लिए है और आउटपुट लो होने पर यह सक्रिय है तो यह रीड बार लाइन बाहरी दुनिया से मूल्य पढ़ने के लिए है फिर हमें यह टेस्ट लाइन मिल गई है तो यह एक कंट्रोल एक्टिव लो लाइन टेस्ट बार लाइन है तो यह एक एक्टिव लो लाइन है इसे वेट इंस्ट्रक्शन द्वारा टेस्ट किया जाता है तो यह कुछ आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए है इसलिए यदि आउटपुट डिवाइस 8086 को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा है तो 8086 प्रोग्राम वेट इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट कर सकता है और फिर 8086 को वेट स्टेट में डाल दिया जाएगा और फिर यह टेस्ट बार लाइन को सेंस करेगा तो इस टेस्ट बार लाइन को एक्टिवेट किया गयाहै तभी यह 8086 तक जाएगी और इसके संचालन में वापस आ जाएगी यह उस बिंदु से सक्रिय हो जाएगा तो इसका उपयोग प्रोसेसर के आंतरिक संचालन के लिए एक बाहरी गतिविधि को सिंक्रनाइज़ करने के लिए किया जाता है जैसे मेरे सिस्टम में कई डिवाइस हो सकते है और कुछ डिवाइस कुछ ऐसा कर सकते है जिस पर यह सक्रियण यह 8086 प्रोग्राम भी चल रहा है और प्रोग्राम को कुछ डिवाइस से कुछ डेटा की आवश्यकता हो सकती है हो सकता है कि वह डिवाइस अभी तक तैयार न हो तो प्रोसेसर क्या करता है अगर डिवाइस तैयार नहीं है तो प्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है वेट स्टेट को एक्सेक्यूट करता है और उस वेट स्टेट में यह टेस्ट बार लाइन के लो होने का इंतजार करेगा इसलिए जब यह बाहरी उपकरण तैयार हो जाता है तो यह इस टेस्ट बार लाइन को लो भेज सकता है परिणामस्वरूप 8086 वेट स्टेट से बाहर आ जाएगा और यह अगले इंस्ट्रक्शन के साथ जारी रहेगा तो यह टेस्ट पिन है और एक रेडी पिन है इसलिए यदि बाहरी मेमोरी धीमी है तो उस स्थिति में एड्रेस बस को उस एड्रेस का मूल्य मिल रहा है जिस लोकेशन से हम मूल्य पढ़ना चाहते है तो डेटा बस में डेटा डालने के लिए मेमोरी को कुछ समय चाहिए लेकिन प्रोसेसर इस मेमोरी से तेज हो सकता है इसलिए प्रोसेसर को इंतजार करना होगा और उस उद्देश्य के लिए यह रेडी सिग्नल है तो मेमोरी मॉड्यूल क्या कर सकता है यह इस रेडी लाइन को लो रख सकता है प्रोसेसर इंतजार करेगा और जब यह रेडी लाइन हाई हो जाएगी इसका मतलब है मेमोरी ने डेटा ट्रांसफर पूरा कर लिया है तो अब प्रोसेसर मूल्य पढ़ सकता है तो इस तरह से इस रेडी सिग्नल का उपयोग किया जा सकता है यह 8085 प्रोसेसर के लिए भी सही है वहां भी हमारे पास रेडी लाइन थी फिर एक रीसेट पिन है इससे प्रोसेसर अपनी वर्तमान गतिविधि को तुरंत समाप्त कर देगा तो यह रीसेट हो जाएगा और फिर यह प्रोग्राम काउंटर के पूर्वनिर्धारित मूल्य पर वापस जाएगा तो यह उस बिंदु से एक्सेक्यूट करना शुरू कर देगा और सुरक्षा के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह रीसेट वास्तव में वांछित है यह नॉइज़ सिग्नल नहीं है सिग्नल कम से कम 4 क्लॉक साइकल्स के लिए सक्रिय होना चाहिए इसलिए यदि यह उससे कम है तो सिग्नल को वैध रूप में नहीं लिया जाएगा इसे अनदेखा किया जाएगा और यदि यह वैध है यदि यह 4 क्लॉक साइकल्स के लिए हाई है तभी रीसेट होगा फिर हमारे पास क्लॉक सिग्नल है तो क्लॉक प्रोसेसर और इस बस नियंत्रण गतिविधि के लिए बुनियादी समय सुविधा प्रदान करती है तो यह 33 प्रतिशत ड्यूटी साईकल के साथ एक असीमेट्रिक स्क्वेअर वेव है जैसा कि मैंने कहा कि हाई टाइम कुल क्लॉक पीरियड की अवधि का 033 होना चाहिए और लो टाइम क्लॉक पीरियड का 067 होगा उसके बाद एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन INTR है तो यह 8085 के INTR पिन के समान है यह एक ट्रिगर्ड इनपुट है और रिक्वेस्ट की उपलब्धता को निर्धारित करने के लिए इसे प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के अंतिम क्लॉक साईकल से सैम्पल कियाजाता है तो 8085 के समान उस इंटरप्ट लाइन को अंतिम क्लॉक साईकल पर सैम्पल किया जाएगा अगर उस क्लॉक साईकल पर आपको पता चलता है कि एक इंटरप्ट आया है तो केवल इस इंटरप्ट लाइन को सेंस किया जाएगा इंटरप्ट लंबित है फिर INTR सिग्नल को एक्टिवेट करके प्रोसेसर एक इंटरप्ट एकनॉलेज साईकल में चला जाएगा और फिर डिवाइस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के डेटा बस में एड्रेस डाल देगा और उसी बिंदु से इंटरप्ट सर्विस रूटीन शुरू होनी चाहिए तो ये ऑपरेशन 8085 के इस ऑपरेशन के समान है फिर हमें यह मिन मैक्स पिन मिला है मिन मैक्स पिन में ऑपरेशन के 2 मोड्स है 8086 प्रोसेसर मिनिमम मोड में या मैक्सिमम मोड में काम कर सकता है मिनिमम मोड ऑपरेशन में माइक्रोप्रोसेसर किसी भी को प्रोसेसर के साथ एसोसिएट नहीं होता है और इसका उपयोग मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के लिए नहीं किया जा सकता है जबकि मैक्सिमम मोड में यह मल्टीप्रोसेसर मोड या को प्रोसेसर मोड में काम कर सकता है तो मिनिमम या मैक्सिमम मोड इस मिन मैक्स बार लाइन द्वारा सक्रिय किया जा सकता है जब आप इसे अन्य प्रोसेसर के साथ उपयोग नहीं कर रहे है तो आपको इसे डीएक्टिवेटेड मोड में रखना चाहिए तो इस मिन मैक्स लाइन को 1 के बराबर बनाया जाना चाहिए और इसे मैक्सिमम मोड पर रखने के लिए हमें इसे 0 के रूप में रखना होगा इस तरह से हम इस मिन मैक्स मोड के संचालन के लिए जा सकते है मिनिमम मोड ऑपरेशन में यह किसी भी प्रोसेसर के साथ संबद्ध नहीं होता है और मैक्सिमम मोड में यह मल्टीप्रोसेसर वातावरण में काम कर सकता है तो आप कई प्रोसेसर लगा सकते है और कुछ काम करने के लिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तो इस तरह आप मल्टीप्रोसेसर वातावरण में डाल सकते है मिनिमम मोड ऑपरेशन के लिए मिन मैक्स लाइन को हाई रखा जाना चाहिए मिनिमम मोड के लिए हाई और मैक्सिमम मोड के लिए लो है तो मिनिमम मोड ऑपरेशन के लिए इस मिन मैक्स बार लाइन को हाई रखा जाना चाहिए और फिर हमें ये अन्य लाइन्समिल गई है जैसे कि यह 8086 ऑपरेशन के लिए सभी कंट्रोलसिग्नल्स उत्पन्न करेगा क्योंकि यहाँ इस मोड में हमारे पास बस के लिए यह एकमात्र मास्टर है तो यह DTR बार लाइन तो यह डेटा ट्रांसमिट रिसीव के लिए है तो यह प्रोसेसर से निकलने वाले सिग्नल है और डेटा प्रवाह की दिशा डेटा ट्रांसीवर के माध्यम से नियंत्रित की जाती है यदि आप डेटा संचारित कर रहे है तो यह डेटा ट्रांसमिट है और यदि आप इसे प्राप्त कर रहे है तो यह डेटा रिसीव बार है इसलिए यदि यह लाइन 0 है तो यह मूल रूप से dtr बार है जो डेटा रिसीव बार है और यदि यह ट्रांसमिट हो रहा है तो यह dtr इसके बराबर है फिर हमें यह DEN बार मिल गयी है डाटा इनेबल बार लाइन्स तो प्रोसेसर से आउटपुट सिग्नल का उपयोग ट्रांसीवर के आउटपुट इनेबल के रूप में किया जाता है तो अगर आप इस 8086 प्रोसेसर के साथ कुछ ट्रांसीवर को जोड़ रहे है तो यह DEN बार लाइन इस ट्रांसीवर के संबंधित इनेबल लाइन से कनेक्ट हो सकती है तो यह आउटपुट सिग्नल के रूप में सक्रिय हो रहा है फिर हमें ALE सिग्नल मिल गया है तो यह एड्रेस लैच इनेबल का उपयोग एड्रेस और डेटा लाइन को एक्सटर्नल लैच द्वारा डीमल्टीप्लेसिंग करने के लिए किया जाता है तो यह ALE लाइन के समान है जो हमारे पास 8085 में है फिर M IO बार है जिसका उपयोग मेमोरी एक्सेस और IO एक्सेस में अंतर करने के लिए किया जाता है तो 8085 की तरह मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन के लिए इस M IO बार लाइन को हाई बनाया जाना चाहिए और IO एक्सेस के लिए इस M IO बार लाइन को लो बनाया जाना चाहिए फिर राइट कंट्रोल के लिए राइट बार लाइन है इसलिए यदि आप इसे लो रख रहे है तो यह एक राइट ऑपरेशन कर रहा है तो हम एक राइट ऑपरेशन करने जा रहे है और फिर हमें यह INTA बार लाइन मिल गई है जो कि इंटरप्ट एकनॉलेज है इसलिए यदि आप एक इंटरप्ट के लिए पूछ रहे है यदि आपको पता चलता है कि वर्तमान इंस्ट्रक्शन के अंत में एक इंटरप्ट है तो प्रोसेसर इंटरप्ट एकनॉलेज साईकल में प्रवेश करेगा और ऑपरेशन करेगा फिर हमें 2 और पिन मिले है होल्ड और होल्ड एकनॉलेज जो कि 8085 के समान है तो यह प्रोसेसर के लिए इनपुट सिग्नल है होल्ड प्रोसेसर के लिए एक इनपुट सिग्नल है और इस तरह यह कार्य कर सकता है इसलिए अन्य बस मास्टर्स जो हमारे पास सिस्टम में है इस होल्डिंग के लिए अनुरोध कर सकते है तो यह 8086 प्रोसेसर को एड्रेस और डेटा बस कंट्रोल्स को होल्ड और रिलीज़ करने के लिए कह सकता है तो वे डिवाइस इस एड्रेस और डेटा बस का नियंत्रण ले सकते है और ऑपरेशन कर सकते है और फिर होल्ड एकनॉलेज पिन है तो होल्ड एकनॉलेज यह एक एकनॉलेजमेन्ट सिग्नल है यह बस मास्टर द्वारा 8086 प्रोसेसर को दिया गया है जिस पर होल्ड सिग्नल आया है इसलिए जब यह एड्रेस और डेटा बस कंट्रोल्स को रिलीज़ करता है तो यह होल्ड एकनॉलेज लाइन सक्रिय हो जाएगी ताकि रिक्वेस्ट करने वाले प्रोसेसर या रिक्वेस्टिंग मास्टर को पता चले कि अब बसेस मेरे इस्तेमाल के लिए फ्री है तो यह अब हमारे द्वारा उपयोग के लिए है यह होल्ड एकनॉलेजमेन्ट प्रोसेसर द्वारा बस मास्टर को दिया गया एक एकनॉलेज सिग्नल है जो कि होल्ड पिन के माध्यम से बस के नियंत्रण का अनुरोध करता है जब प्रोसेसर होल्ड स्वीकार करता है तो एकनॉलेज को हाई रखा जाता है इसका मतलब है कि यह एड्रेस और डेटा बस कंट्रोल्स को रिलीज़ कर चुका है फिर मैक्सिमम मोड ऑपरेशन में हमें यह स्टेटस सिग्नल्स मिले है जैसे कि यह S 0 S 1 और S 2 मैक्सिमम मोड के दौरान यह मिन मैक्स बार लाइन ग्राउंडेड है और यह S 0 S 1 S 2 स्टेटस सिग्नल्स है और वे इस तरह है जब यह 0 0 0 होता है तो यह एक इंटरप्ट एकनॉलेज साईकल है 0 0 1 होता है तो यह रीड IO पोर्ट है 0 1 0 यह राइट IO पोर्ट है 0 1 1 हॉल्ट होता है तो ये अलग अलग प्रकार के एक्सेस है फिर यह हिस्सा दिलचस्प होता है जैसे कि आप देखते है कि यह 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस है 3 अलग अलग स्टेटस मोड्स है जहाँ यह कोड एक्सेस और डेटा एक्सेस के बीच अंतर करने की कोशिश करेगा तो अगर यह 1 0 0 है इसका मतलब है कि यह ओपकोड लाने का काम कर रहा है 1 0 1 यह मेमोरी से पढ़ना है और 1 1 0 मेमोरी पर लिखना है और 1 1 1 का मतलब है कि प्रोसेसर कुछ भी नहीं कर रहा है तो यह पैसिव या निष्क्रिय मोड में है फिर 2 और पिन्स QS 0 QS 1 है जिन्हें क्यू स्टेटस कहा जाता है प्रोसेसर इन लाइन्स में क्यू का स्टेटस प्रदान करता है तो यह क्यू मूल रूप से क्या होती है यदि आप 8086 के इंटर्नल ब्लॉक डायग्राम को देखते है तो आप पाएंगे कि एक इंस्ट्रक्शन क्यू है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होने के बजाय यहां एक इंस्ट्रक्शन क्यू है तो यह बता सकता है कि क्यू में कितने इंस्ट्रक्शंस है क्यू डिफ़ॉल्ट रूप में 6 बाइट्स कि होती है तो यह बता सकता है कि क्यू की स्थिति क्या है जैसे कि जब यह 00 है तो कोई ऑपरेशन नहीं है अगर 01 है तो ऑपकोड का पहला बाइट क्यू से है 10 है तो क्यू एम्प्टी है और 11 है तो क्यू से बाद की बाइट लेनी है तो यह क्यू स्टेटस प्रोसेसर इन लाइन्स पर क्यू का स्टेटस प्रदान करता है क्यू स्टेटस का उपयोग बाहरी डिवाइस के रूप में 8086 में क्यू की आंतरिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है तो अंदर क्या हो रहा है यदि आप यह इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड एक्सेक्यूट साइकल्स जानना चाहते है तो आप इस QS0 बार और QS1 बार लाइन पर निगरानी रख सकते है आउटपुट को इस तालिका में दिखाया गया है जो कि कोई ऑपरेशन नहीं है या क्यू से पहला बाइट ओपकोड तो उसी तरह अब हमें कुछ और पिन्स RQ GT 0 और RQ GT1 मिलेहै तो यह बस रिक्वेस्ट ग्रान्ट्स है इसलिए इन अनुरोधों का उपयोग अन्य लोकल मास्टर्स द्वारा प्रोसेसर के वर्तमान बस साईकल के अंत में लोकल बस को रिलीज़ करने के लिए किया जाता है तो ऑपरेशन के मिनिमम मोड में हमें यह होल्ड एकनॉलेजमेन्ट मिला है और ऑपरेशन के मैक्सिमम मोड के लिए हमें यह RQ GT लाइन्स मिली है तो यह 8086 को बता सकते है कि वर्तमान साईकल के अंत में बस को रिलीज़ कर दें तो इस तरह से ये पिन उपयोगी है और ये पिन बायडायरेक्शनल है तो यह ऐसा है जैसे यह प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर को एक अनुरोध भेज सकता है यही कारण है कि यह बायडायरेक्शनल है प्रायोरिटी की बात करे तो GT0 की प्रायोरिटी GT1 से अधिक होगी इसलिए यदि बस की इस रिलीज के लिए 2 अलग अलग मास्टर्स पर अनुरोध किया जाता है तो जो भी लाइन 0 पर अनुरोध कर रहा है वह लिया जाएगा और वह बस प्राप्त कर रहा होगा तो एक और लाइन है लॉक इसलिए इन आउटपुट सिग्नल को लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शंस द्वारा सक्रिय किया गया है तो आप देखते है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को लॉक प्रीफिक्स मिला है और यह तब तक सक्रिय रहता है जब तक कि लॉक द्वारा प्रीफिक्स्ड इंस्ट्रक्शन पूरा न हो जाए इसलिए मूल रूप से इंस्ट्रक्शंस को एक्सेक्यूट करते समय आउटपुट लो किया जाएगा आपको सिस्टम के किसी भी नियंत्रण से अन्य बस मास्टर को रोकना होगा जैसे कि अगर कुछ प्रोसेसर यदि 8086 मैक्सिमम मोड में है तो हमें डिवाइस से जुड़े ऐसे कई मास्टर्स मिले है कई 8086 चिप्स में से प्रत्येक चिप एक मास्टर के रूप में कार्य कर सकता हैअब कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए बस को रिलीज़ करना संभव नहीं है इसलिए उन इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित करते समय उनके पास एक लॉक प्रीफिक्स होगा तो यह लॉक सिग्नल सक्रिय हो जाएगा और फिर अन्य प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि अब जो इंस्ट्रक्शन इस विशेष प्रोसेसर को एक्सेक्यूट कर रहा है वह लॉक मोड में है इसलिए यह बस को रिलीज़ नहीं करेगा यहां तक कि अगर मैं उस RQ0 GT0 लाइन पर वर्तमान इंस्ट्रक्शन के अंत में बस को रिलीज करने के लिए एक अनुरोध भेजता हूं तो भी ऐसा नहीं होगा इस तरह से यह लॉक सुविधा प्रोसेसर के बसेस को लॉक करने के लिए प्रदान की गई है आगे हम इस 8086 प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर ध्यान देंगे तो यह आर्किटेक्चर है आप देख सकते है कि इसे 2 भागों या 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है एक को बस इंटरफ़ेस यूनिट कहा जाता है और दूसरे को एक्सेक्यूशन यूनिट कहा जाता है बस इंटरफ़ेस यूनिट में हमें ऐसी सुविधाएँ मिली है जिनके द्वारा यह बस एड्रेस बस और डेटा बस को एक्सेस कर सकते है जैसा कि आप जानते है कि 8086 के मामले में हमारे पास 2 अलग अलग बसेस नहीं है तो यह AD0 से AD15 तक मल्टीप्लेसड है और फिर हमें बस के साथ मल्टीप्लेसड ये स्टेटस लाइन्स भी मिली है यह एक 20 बिट बस है जो 8086 से बाहर जा रही है तो 20 बिट एड्रेस बस जा रही है और उन में से लोअर आर्डर 16 बिट्स को डेटा बस के रूप में लिया जाएगा जब यह डेटा ऑपरेशन कर रहाहोगा और हमारे पास एक बस कंट्रोल लॉजिक है तो बस कंट्रोल लॉजिक से यह बस बाहर आ जाएगी अंततः एक बस 8086 प्रोसेसर से बाहर आ रही है 8085 के विपरीत इसमें 2 बसेस है एक बस 16 बिट एड्रेस बस थी और उसमें से 8 बिट्स हायर ऑर्डर के लिए थे 8 बिट्स किसी भी चीज़ से मल्टीप्लेसड नहीं किए गए थे लेकिन लोअर ऑर्डर 8 बिट को डेटा बस के साथ मल्टीप्लेसड किया गया है लेकिन यहां पूरे एड्रेस बस और डेटा बस को मल्टीप्लेसड किया गया है फिर अंततः आपको प्रोसेसर से 20 बिट बस मिलती है फिर यदि आप एड्रेस जनरेशन पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन क्यू है 8085 के मामले में जब डेटा बस प्रोसेसर के अंदर आ रही थी तो वहां से यह जा रहा थी कुछ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद डिकोडर था लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को 6 बाइट क्यू से बदल दिया गया है ताकि हम 6 अलग अलग बाइट लोड कर सकें तो इंस्ट्रक्शन साइज instruction size के आधार पर यह 6 बाइट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन का गठन कर सकती है या यह 6 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का गठन कर सकती है तो दोनों विस्तार संभव है इसलिए जो कुछ भी है जब भी यह बाहरी बस फ्री होती है तो 8086 मेमोरी को अगले इंस्ट्रक्शन को वहां से प्राप्त करने और इसे इंस्ट्रक्शन क्यू में डालने का अनुरोध करेगा और निश्चित रूप से अगर कुछ इंस्ट्रक्शन जंप या ब्रांच या कॉल प्रकार के इंस्ट्रक्शन है तब यह वर्तमान क्यू की सामग्री को अनदेखा कर देगा तो यह क्यू से बाहर निकल जाएगा और यह नए स्थान से लोड करना शुरू कर देगा तो इस तरह से इस क्यू को संभाला जाता है तो यह इस बस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहा होगा और इस क्यू पर डाल देगा इसके अलावा एक रजिस्टर्स का सेट है जिसे सेगमेंट रजिस्टर के रूप में जाना जाता हैCS DS ES और SS तो यह CS को कोड सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है DS को डेटा सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है SS को स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है ES को एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है और एक इंस्ट्रक्शनपॉइंटर IP है तो इन रजिस्टर्स में प्रत्येक रजिस्टर 16 बिट है और इस 16 बिट रजिस्टर में से एक और इस IP वैल्यू को इस एड्रेस जेनरेशन यूनिट में डाल दिया जाता है इन 16 बिट डेटा के अनुसार यह 20 बिट एड्रेस उत्पन्न करता है और यह 20 बिट एड्रेस इस 8086 बस में बाहरी दुनिया के लिए एड्रेसबस के रूप में जाता है और कभी कभी यह डेटा बस भी यहां से जुडी हुईहै क्योंकि हमें डेटा बस से आने वाले डेटा पर कुछ ऑपरेशन्स करने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए एड्रेस से संबंधित कुछ गणना तो यह वहां से जुड़ा हुआ है अन्यथा इस इंस्ट्रक्शन क्यू से ये इंस्ट्रक्शन आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर आते है इस आर्किटेक्चर का अन्य हिस्सा एक्सेक्यूशन यूनिट है एक्सेक्यूशन यूनिट में कई जनरल परपोज़ रजिस्टर जैसे की AX BX CX DX होते है जिनमें से प्रत्येक मूल रूप से दो 8 बिट रजिस्टर्स से बना होता है उदाहरण के लिए AX में AH और AL BX में BH और BL होते है CX में CH और CL होते है इस तरह इसमें कई रजिस्टर शामिल है और फिर हमें यह SP DP SI और DI मिला है तो वे रजिस्टर कुछ विशेष उद्देश्य के लिए है इस एक्सेक्यूशन यूनिट के इस हिस्से में एक ALU है यह ALU वास्तविक ऑपरेशन करता है कुछ अस्थायी डेटा रखने के लिए कुछ टेम्पररी रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर उस PSW रजिस्टर की तरह ही होता है जो हमारे पास 8085 में है तो यहाँ भी हमें फ्लैग रजिस्टर मिला है और इस तरह से यह पूरा नियंत्रण होता है